फ्री कन्वैक्शन और फोर्सड कन्वैक्शन हिट ट्रांसफर के दो सामान्य तंत्र हैं जो हिट सिंक और कंपोनेंट गर्म निकायों से हिट को हटाने के लिए उपयोग किया जाता है आइए अब इस फ्री और फोर्सड कन्वैक्शन की हमारी समझ को स्फटिक बनाने के लिए एक उदाहरण पर विचार करें आइए हम एक बॉक्स को रेफ्रिजरेट करने का उदाहरण लेते हैं एक बॉक्स का वॉल्यूम तो इस बेलनाकार बॉक्स पर विचार करें मैं इस तरह से एक बेलनाकार बॉक्स लूंगा और हम चैम्बर को अंदर ठंडा करना चाहेंगे तो अब इस बेलनाकार बॉक्स को थर्मोकोल द्वारा चौतरफा कवर किया गया है तो बेलनाकार बॉक्स को थर्मोकोल के साथ कसकर पैक किया जाता है यहां वातावरण में हिट के बाहर आने का कोई रास्ता नहीं है या बॉक्स के भीतर बाहरी परिवेश से हिट जाने का कोई रास्ता नहीं है अब हम बॉक्स के शीर्ष पर वहां एक छोटा सा छेद करते हैं इसलिए बॉक्स के शीर्ष पर मैं क्या करूंगा एक छेद को ऐसे काटता हूं कि एक पेल्टियर तत्व सीधे वहां फिट हो सके बस वहां फिट हो जाए तो आइए हम वहां एक पेल्टियर तत्व रखते हैं और पेल्टियर तत्व के टर्मिनलों को थर्मोकोल के माध्यम से बाहर लाएंगे और फिर मैं इसे वहां समाप्त कर दूंगा एक उपयुक्त इलेक्ट्रॉनिक्स डीसी डीसी कनवर्टर और मैं इसे इस तरह से एक फोटोवोल्टिक पैनल या बाहरी रूप से एक मॉड्यूल से पावर दूंगा इसलिए पेल्टियर जंक्शन को अपना विद्युत पावर मिल रहा है पेल्टियर जंक्शन का काम हिट को दूर करना है जो वहां है ताकि जो कुछ भी हिट वहां बाहरी परिवेश में है उसे एक बार इस कक्ष से हटा दिया जाए और यह कक्ष ठंडा होने लगता है तो यह रेफ्रिजरेटर जैसा कुछ हो जाता है एक कंटेनर जो एक रेफ्रिजरेटर है अब यह भाग ठंडा भाग होगा और यह पेल्टियर तत्व का गर्म भाग होगा अब गर्म हिस्से के ऊपर मैं एक हीट सिंक लगाऊंगा मैं सिर्फ एल्यूमीनियम के एक ब्लॉक और एल्यूमीनियम के इस ब्लॉक को रखूँगा क्योंकि यह एक बेलनाकार बॉक्स है मैं एक बेलनाकार आकार का ब्लॉक लूंगा और फिर इसे इस एल्यूमीनियम के ऊपर इस तरह रखूँगा गर्म भाग के शीर्ष पर इस तरह से पेल्टियर तत्व की गर्म प्लेट तो यह एल्यूमीनियम ब्लॉक है जो हीट सिंक की तरह काम करेगा यह पेल्टियर जंक्शन के गर्म स्थान से हीट को हटा देगा और इसे बाहरी परिवेश में डाल देगा अब यह सभी भाग जो इस धातु शरीर के बॉक्स के संपर्क में है जो कि पेल्टियर तत्व के ठंडे जंक्शन के संपर्क में है इस ठंडे हिस्से में हीट का संचालन करेगा और इस बाहरी विद्युत पावर जो हम इस पेल्टियर तत्व को दे रहे हैं की सहायता से गर्म जंक्शन में हीट को पंप किया जाएगा तो हीट का प्रवाह इस तरह होगा हीट की QC मात्रा इस कक्ष से एल्यूमीनियम ब्लॉक में धकेल दिया जाएगा जो कि पेल्टियर हीट पंप द्वारा हीट सिंक के रूप में कार्य कर रहा है अब मान लीजिए कि यह एल्यूमीनियम ब्लॉक 11 सेमी की ऊँचाई का है और इसमें कुछ स्तर है एक बेलनाकार ब्लॉक है यह एक बेलनाकार ब्लॉक एल्यूमीनियम ब्लॉक है इसमें 22 सेमी का एक डायोड है अब मान लीजिए कि हम इस एल्यूमीनियम ब्लॉक को 700 पर बनाए रखना चाहते हैं अब हम यह कहें कि एक या दो घंटे काम करने के बाद यह 700 की स्थिर स्थिति में पहुंच गया है और उस दौरान बाहर परिवेश का तापमान 300 था तो अब यह स्थिति है तो यह रेफ्रिजरेटर है जो काम कर रहा है अब हम इसे विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं और इसे फोर्सड कन्वैक्शन के दृष्टिकोण से समझते हैं क्योंकि जब आप हीट की मात्रा Qc को हीट सिंक में डाल रहे होते हैं तो उतनी मात्रा में हीट और हीट जो विद्युतीय पक्ष से पेल्टियर जंक्शन E के माध्यम से डाली जाती है विद्युत पावर दोनों को परिवेश के बाहर रखा जाना चाहिए तो आइए हम उन मानो की गणना करते हैं और देखते हैं कि वह हम किस तरह से करते हैं इस उदाहरण के लिए मुझे कहना चाहिए कि मैं विद्युत पक्ष से इनपुट पावर को माप रहा हूं तो मैं पेल्टियर तत्व में टर्मिनल वोल्टेज को vp माप रहा हूँ और पेल्टियर तत्व के माध्यम से प्रवाहित होने वाले करंट को ip इसलिए इसको मापने के बाद मैं vp ip गणना करता हूं और मैं इसे 10 वाट के आसपास पा रहा हूं यहां मात्र एक उदाहरण के लिए तो यहां कोई फोर्स कूलिंग नहीं है मैं कहीं भी कोई पंखा नहीं लगाऊंगा तो यह एक फ्री कन्वैक्शन का मामला है तो इसे फ्री कन्वैक्शन प्रॉब्लम मानते हैं और इस बेलनाकार ब्लॉक जो कि एल्यूमीनियम ब्लॉक है आइए जानें कि इस एल्यूमीनियम ब्लॉक से कितनी मात्रा में हीट निकल रही है तो इस एल्यूमीनियम ब्लॉक में केवल दो संभावित सतह हैं एक शीर्ष सतह है सबसे ऊपरी सतह है जहां से हीट बाहर जा सकती है और बाहर की तरफ पक्ष सतहों पर तो यह एक सिलेंडर है इसलिए पूरे सतह से भी हीट परिवेश में बाहर जा सकती है इसलिए वे केवल दो सतहें हैं जहां हीट जा सकती है याद रखें कि हमने हर जगह थर्मोकोल रखा है इसलिए हीट किसी अन्य दिशा में जाने की संभावना नहीं है हीट केवल इस पिलेटियर तत्व के माध्यम से वातावरण के साथ बाहरी परिवेश के साथ लेन देन कर सकती है क्योंकि बाकी सब कुछ थर्मोकोल के साथ कवर किया गया है और एक बार यह गर्म बॉडी में चला गया है जो हीट सिंक है यह केवल शीर्ष और पक्षों के माध्यम से परिवेश में बाहर जा सकती है तो आइए जानें कि ऊपर और किनारों से कितनी मात्रा में हीट निकल रही है तब हमें अंदाजा होगा कि पेल्टियर तत्व के माध्यम से कितनी मात्रा में Qc बाहर जा रहा है तो शीर्ष एक सर्कुलर फ्लैट प्लेट है इसलिए यह एक सर्कुलर फ्लैट प्लेट की तरह है और हमने फ्री कन्वैक्शन पर चर्चा करते हुए इन सर्कुलर फ्लैट प्लेट के बारे में अध्ययन किया था याद कीजिए कि हमने स्टैंडर्ड सॉलिड के लिए फ्री कन्वैक्शन का अध्ययन करते समय इसके बारे में चर्चा की थी जहां सर्कुल क्षैतिज फ्लैट प्लेट होती है जहां व्यास कैरेक्टरिस्टिक डाइमेंशन बन जाएगा और फिर हमारे पास न्यूसेल्ट संख्या के लिए गणना है कि क्या यह लामिनार का प्रवाह या अशांत प्रवाह है और न्यूसेल्ट संख्या की गणना करने के लिए हमें रैली नंबर की आवश्यकता है इसलिए हमने जो रैली संख्या की गणना की थी हमने एक सूत्र दिया था फ्री कन्वैक्शन के लिए इस तरह का एक सूत्र और हमने इन सभी पैरामीटर को सूचीबद्ध किया था क्या यह ऐसा है तो इन सूत्रों का उपयोग करें ताकि न्यूसेल्ट संख्या का पता लगाएं और फिर बाद में थर्मल प्रतिरोध तो रैली संख्या इस समीकरण gβX3ΔTδϑ द्वारा दी गई है तो यह डिफ्यूजिविटी है और ϑ विस्कोसिटी और काईनैमेटिक विस्कोसिटी है तो g 981 m2s है β हवा के लिए यह हवा के लिए थर्मल विस्तार का गुणांक है 1330 प्रत्येक डिग्री केल्विन के लिए X कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन एक फ्लैट क्षैतिज प्लेट सर्कुलर के लिए कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन जो व्यास d है व इस स्थिति में 22 सेमी या 022 मीटर है गर्म एल्यूमीनियम ब्लॉक के लिए ΔT700 होगा बाहरी परिवेश 30 इसलिए यह 70 30 होगा जो 400 ΔT 400k होगा फिर आपके पास उल्लेख है हवा के लिए थर्मल डिफ्यूजिविटी 26 x 10-5 m2s है और काईनैमेटिक विस्कोसिटी 18 x10-5 m2s का ये सभी डेटा वैज्ञानिक तालिकाओं में उपलब्ध हैं β δ ϑ सभी वैज्ञानिक तालिकाओं में उपलब्ध हैं तो अब अगर आप इन सभी को इस में प्रतिस्थापित करते हैं और गणना करते हैं तो आपको 27 107 मिलेगा अब यह एक मान है जो 105 से अधिक है और इसलिए मैं अशांत प्रवाह के अनुरूप न्यूसेल्ट संख्या का उपयोग करूंगा अशांत प्रवाह के अनुरूप समीकरण 014 रैली संख्या की घात 033 याद कीजिए कि रैली नंबर 105 के लिए ब्लेंड फ्लो हॉरिजॉन्टल फ्लैट प्लेट क्या हैं हम इस संबंध द्वारा दिए गए न्यूसेल्ट संख्या का उपयोग करते हैं इसलिए यदि आप रैली को सब्सीट्यूट करते हैं तो आप न्यूसेल्ट संख्या का पता लगा सकते हैं और यह 3969 होगा तो आगे हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि पावर क्या है हिट जो बाहर बह रही है शीर्ष प्लेट से बहने वाले हिट का प्रवाह वाट में तो हमारे पास हीट फ्लो समीकरण है जो कंडक्टिविटी K A हीट फ्लो क्षेत्र केऑर्थोगोनल क्रॉस सेक्शन एरिया न्यूसेल्ट संख्या N बाय X मुझे इसे ऊपर ले जाने दीजिए बाय x ΔT तो यह हीट प्रवाह समीकरण है हम अब सब कुछ जानते हैं हम हवा की थर्मल कंडक्टिविटी को जानते हैं हम शीर्ष पर सर्कुलर प्लेट के क्रॉस सेक्शन के क्षेत्र को जानते हैं न्यूसेल्ट संख्या ज्ञात है X ज्ञात है जो कि डायआ 022 है ∆T 40 ° K है इसलिए यदि हम सब्सीट्यूट करते हैं मुझे ऐसा करने दें यदि हम इन मानों को सब्सीट्यूट करते हैं तो मैंने हवा के लिए थर्मल कंडक्टिविटी 0026 W°Km उल्लेखित की है सर्कुलर प्लेट का क्षेत्रफल π4d2 है जो 0222 है न्यूसेल्ट संख्या 3969 40°K क्योंकि ∆T X जो 022 है तो यह इस 713W के आसपास आता है तो यह 713 वाट की मात्रा एल्यूमीनियम ब्लॉक बेलनाकार एल्यूमीनियम ब्लॉक के ऊपर से हीट का प्रवाह है हम इसे अब Qtop कहेंगे तो अब हम गणना करते हैं कि एल्यूमीनियम ब्लॉक के किनारों से हीट का प्रवाह क्या है तो आइए अब हम एल्यूमीनियम ब्लॉक के किनारों से हीट के प्रवाह का पता लगाते हैं तो यदि आप किनारों से इसे देखते हैं तो यह एक ऊर्ध्वाधर सिलेंडर की तरह है तो एक ऊर्ध्वाधर सिलेंडर कुछ इस तरह है हमने ऊर्ध्वाधर बेलनाकार सॉलिड और हीट प्रवाह के बारे में चर्चा की थी जब इसे इस तरह से रखा गया है हम जानते हैं कि कैरेक्टरस्टिक डायमेंशन l एल है जो सिलेंडर की ऊंचाई है और लामिनार प्रवाह और अशांत प्रवाह के लिए रैली संख्या के संबंध में न्यूसेल्ट की संख्या को इस तरह से दिया गया है तो X 011m है जो बेलनाकार ब्लॉक की ऊंचाई है रैली नंबर 338x106 द्वारा दिया गया है यहाँ यह समान है यह वही संबंध है जिसका उपयोग हम शीर्ष के लिए करते हैं एकमात्र अंतर X में है यह था पहले व्यास यह 022 था और यहाँ यह ऊंचाई 011है यह सब्सीट्यूट करने पर आपके पास यह संबंध है इस प्रकार यह मान 104 और 109 के बीच है इसलिए हम लामिनार प्रवाह के लिए उपयुक्त न्यूसेल्ट की संख्या के समीकरण का उपयोग करेंगे याद कीजिए कि ऊर्ध्वाधर सिलेंडर लामिनार प्रवाह और रैली संख्या 104 और 109 के बीच है हम यहां न्यूसेल्ट की संख्या के संबंध का उपयोग करते हैं जो कि 054 रैली संख्या की घात 025 द्वारा दिया जाता है तो यह वह है जिसका हम उपयोग करेंगे रैली संख्या मान के मान को रखने पर आपको न्यूसेल्ट की संख्या का मान 24015 के रूप में मिलता है बेलनाकार सतह के किनारे का क्षेत्र किनारों पर सिलेंडर का सतह क्षेत्र πdh या 2πrxh है यह πdh है तो अब हम किनारों पर हिट के प्रवाह Q को ज्ञात करने के लिए तैयार है जो कि K A न्यूसेल्ट संख्या बाय X ∆T से दिया गया है ये सभी मान ज्ञात है हम हवा के लिए थर्मल कंडक्टिविटी 0026 रख सकते हैं A सिलेंडर के किनारों का क्षेत्र है πdh π×022×011 न्यूसेल्ट संख्या 24015×∆T तो यह 40o केल्विन बाय X द्वारा फिर से 011 है तो यह 1726 आता है मुझे इसे थोड़ा ऊपर ले जाने दो 1726 वाट तो यह Qside है तो सिलेंडर के किनारों से बेलनाकार एल्यूमीनियम ब्लॉक जो हिट के रूप में कार्य कर रहा है 1726 वाट बह रहा है ऊपर से हमने देखा कि 713 वाट बह रहा है तो एक साथ आप देखते हैं कि परिवेश के लिए कुल हिट प्रवाह QH है जो पूरी तरह से एल्यूमीनियम बेलनाकार एल्यूमीनियम हीट सिंक ब्लॉक से बाहर जा रहा है जो Qtop Qside है इसलिए यह इस तरह 713 1726 आता है जो कि 2439 वाट के बराबर है इतनी मात्रा में वाट्स हीट सिंक से बाहर जा रहा है और वह QH है अब कितना Qc है जो चैम्बर से निकलने वाली हिट की मात्रा है तो यह मान याद रखें Qc पेल्टियर जंक्शन द्वारा बेलनाकार एल्यूमीनियम ब्लॉक को स्थानांतरित किया जा रहा है वहां विद्युत पावर E है जो भी QH में जाती है यहां QH Qc E होगा इसलिए Qc E राशि बाहरी परिवेश में डाली जाती है और यह 2439 वाट है तो CoP प्रदर्शन का गुणांक जो हमने पहले देखा है कि यह Qc बाय E है Qc इस कक्ष में कोल्ड जंक्शन से निकलने वाली हिट को पेल्टियर तत्व में लगाई गई विद्युतीय ऊर्जा से विभाजित किया जाता है या मैं इसे लिख सकता हूँ E जो है QHE 1 तो QH ज्ञात है हम जानते हैं2439 इसलिए कि यह 2439 बाय है हम 10 वाट कहते हैं यदि आप vp×ip के लिए लेते हैं और यदि हम उस मान को रखते हैं 1 तो आपको 144 मिलेगा यह CoP मान है तो Qc के मान पता लगाया जा सकता है अब Qc CoP×E है जो 144×10 है जो 144 वाट है इसलिए लगभग 144 वाट हिट पावर को रेफ्रिजरेटर के चैंबर से लगातार हटा दिया जाता है तो हिट प्रवाह पावर Qc 144 W है उसी प्रॉब्लम के लिए रेफ्रिजरेशन प्रॉब्लम के लिए जहां हम इस कक्ष के अंदर ठंडा करना चाहते हैं हमें सभी चीजों को एक समान रखते हैं मान लीजिए कि हम अभी भी 700 सेंटीग्रेड के रूप में इस एल्यूमीनियम हीट सिंक ब्लॉक को बनाए रखना चाहते हैं और बाहरी मान 300 सेंटीग्रेड है और हम अभी भी 10 वाट विद्युत पावर को पेल्टियर तत्व को आपूर्ति करते हैं अब हम देखते हैं कि अगर हम पंखे को शामिल करते हैं और इसे एक फोर्स कूल सिस्टम के रूप में बनाते हैं तो क्या होता है तो चलिए अब हम एक ऐसे पंखे को शामिल करते हैं जो इस तरह से वायु उड़ाने वाला है और हमारे पास अब एक फोर्सड वायु प्रवाह है तो अब यह फोर्सड कन्वैक्शन की प्रॉब्लम है अब हम कहते हैं कि यह पंखा यह आप पंखे की डेटा शीट से प्राप्त कर सकते हैं एक विशेष गति पर यह एल्यूमीनियम ब्लॉक पर हवा का प्रवाह 3 मीटर सेकंड वेग से दे रहा है अब शेष सभी समान चीजों के लिए आप इस चैंबर से कितनी मात्रा में हिट निकाल सकते हैं तो हम कहते हैं कि यह फोर्सड कन्वैक्शन प्रॉब्लम है और हमें फिर से ऊपर से हिट के प्रवाह और किनारे से हिट के प्रवाह पर विचार करना चाहिए क्योंकि हिट केवल बेलनाकार ब्लॉक के ऊपर और किनारे से ही प्रवाहित हो सकती है अन्य सभी क्षेत्र और रिक्त स्थान पर थर्मोकोल लगाया गया हैं तो शीर्ष एक फ्लैट प्लेट की तरह है फ्लैट सर्कुलर प्लेट इसलिए हमने फ्लैट सर्कुलर प्लेट का अध्ययन और चर्चा की है याद रखें कि फ्लैट सर्कुलर प्लेट के बाहर फोर्सड कन्वैक्शन में कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन उस प्लेट की लंबाई है जो इस मामले में एक सर्कुलर प्लेट है व्यास d और लामिनार प्रवाह और अशांत प्रवाह के लिए है हमारे पास रेनॉल्ड की संख्या के साथ न्यूसेल्ट का संबंध है तो आइए हम रेनॉल्ड्स संख्या की गणना करें तो फ्लैट सर्कुलर प्लेट के लिए रेनॉल्ड्स नंबर uXϑ द्वारा दिया गया है ϑ काईनैमेटिक विस्कोसिटी है u वायु प्रवाह का वेग है X कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन है u डाटा शीट से 3 msec से दिया गया है ϑ काईनैमेटिक विस्कोसिटी 18×10 5 msec है यह हम हवा के लिए जानते हैं यह हवा के लिए है और कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन व्यास है जो 022 मीटर है अब यह सब जानते हुए प्रतिस्थापित करके हम रेनॉल्ड्स संख्या 03667 × 105 पा सकते हैं अब यह मान 5 ×105 से कम है फिर से पीछे जा रहे हैं याद रखें कि लामिनार प्रवाह के लिए रेनॉल्ड्स संख्या 5×105 से कम है हम इस संबंध का उपयोग करेंगे न्यूसेल्ट की संख्या 0664×R05 है काईनैमेटिक विस्कोसिटी बाय थर्मल डिफ्यूजिविटी घात 033 तो न्यूसेल्ट की संख्या इसके द्वारा दी गई है इसलिए यह काईनैमेटिक विस्कोसिटी और यह डिफ्यूजिविटी है और हम इसे 033 की घात के रूप में बढ़ाएंगे और गणना करते हुए आपको न्यूसेल्ट की संख्या 11262 मिल जाएगी अब हम Q की गणना कर सकते हैं और हम उसे Qtop कहेंगे मुझे इसे थोड़ा ऊपर ले जाने दें ताकि आप देख सकें Qtop अब हिट प्रवाह समीकरण द्वारा दिया जाता है जो थर्मल कंडक्टिविटी A न्यूसेल्ट की संख्या बाय कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन ΔT है हम इन सभी मान को जानते हैं हम इन्हें सब्सीट्यूट कर सकते हैं मुझे पृष्ठ को ऊपर ले जाने दें और फिर मुझे लिखने दें एयर के लिए थर्मल कंडक्टिविटी 0026 हमने देखा है कि टॉप प्लेट का क्षेत्र π4d2 न्यूसेल्ट की संख्या 11262 40 डिग्री केल्विन बाय X 022 है तो यह 2024 वाट आता है इसलिए 2024 वाट हीट की मात्रा शीर्ष सतह से जा रही है अब हम किनारों के लिए गणना करते हैं कि एल्यूमीनियम बेलनाकार एल्यूमीनियम ब्लॉक के किनारों से हीट का प्रवाह क्या है साइड्स से हीट के प्रवाह की गणना अब साइड्स एक ऊर्ध्वाधर सिलेंडर की तरह हैं एक फ़ोर्स हवा के प्रवाह के साथ और हमने फ़ोर्स हवा के प्रवाह के साथ एक ऊर्ध्वाधर सिलेंडर के लिए संबंध देखा है याद रखें कि यह लंबवत सिलेंडर है जिसका व्यास d है कैरेक्टरस्टिक डायमेंशन व्यास d है और आपने यहां एक पंखा रखा है और लामिनार प्रवाह के लिए यह संबंध है अशांत प्रवाह के लिए जहां संख्या 1000 और 5×105 आती है हमारे पास यह संबंध है इसलिए हम रेनॉल्ड की संख्या का पता लगाएंगे कि यह कहां गिरता है हम उस विशेष संख्या संबंध का उपयोग करेंगे तो X व्यास 022 मीटर है रेनॉल्ड की संख्या uxϑ है जो 03667×105 है और यह मान 1000 और 5×105 के बीच है तो यह अशांत प्रवाह के रूप में माना जा सकता है और हम उससे संबंधित न्यूसेल्ट की संख्या का उपयोग करेंगे 026 रेनॉल्ड की संख्या की घात 06 और विस्कोसिटी बाय डिफ्यूजिविटी υδ की घात 03 अब यदि आप सब्सीट्यूट करते हैं तो आपको 12754 मिलेगा अब Qside साइड्स से हीट के प्रवाह को KA न्यूसेल्ट की संख्या बाय X ΔT द्वारा पता लगाया जा सकता है स्थानापन्न करने के लिए आपके पास थर्मल कंडक्टिविटी है साइड्स का क्षेत्रफल πdhन्यूसेल्ट की संख्या 12754 ×ΔT40 डिग्री केल्विन X जो 012 है और यह 4583 वाट तक आता है तो एल्यूमीनियम ब्लॉक से परिवेश तक कुल हीट का प्रवाह क्या है हम उसे QH के रूप में कहते हैं जो Qtop प्लस Qside है जो 2024 प्लस 4583 है 6607 वाट लगभग 66 वाट है वास्तव में एल्यूमीनियम ब्लॉक से परिवेश में और बाहर 66 वाट जा रहे हैं यह हीट की मात्रा है जो चैम्बर से हीट Qc व पेल्टियर विद्युत पक्ष से E के संयोजन से आ रही है तो आइए अब प्रदर्शन के गुणांक को देखें जो कि QcE है जो कि QHE 1 के बराबर भी है इस पर हमने अभी कुछ समय पहले काम किया था QH 66 बाय E है 10 वाट मान लेते हैं कि यह पेल्टियर तत्व के इलेक्ट्रिकल पोर्ट में पंप किया जा रहा है आपके पास 56 है अब आप देखते हैं कि पहले के फ्री कन्वैक्शन मामले के 144 से काफी सुधरा है इसलिए फोर्सड कन्वैक्शन प्रदर्शन के गुणांक में सुधार करता है अब आप देख रहे हैं कि Qc की मात्रा जो चैम्बर से निकाली गई हीट की मात्रा है CoP × E है जो 56 वाट है याद रखें कि हमने फ्री कन्वैक्शन से केवल 144 वाट हटाया था और फोर्सड कन्वैक्शन को समान रूप से रखकर आप 56 वाट को निकालने में सक्षम हैं चैम्बर से हीट हटाने की मात्रा और रेफ्रिजरेशन निश्चित रूप से बहुत बेहतर होगा बहुत बेहतर इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि पेल्टियर जंक्शन के गर्म हिस्से से हीट को हटाना बहुत महत्वपूर्ण है और आपको इस पर पर्याप्त ध्यान देना होगा कि यदि आप एक प्रभावी पेल्टियर कुलिंग सिस्टम बनाना चाहते हैं